बायोस्टैटिक्स और डिजाइन ऑफ़ एक्सपेरिमेंट्स के पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है हम दो और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे एक को एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है दूसरे को हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है ये सभी जीव विज्ञान में भी बहुत उपयोगी हैं कल हमने बीटा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की यदि आपको याद है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन मुझे फिर से स्मरण करने दे X के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फ़ंक्शन f इस विशेष फार्मूला द्वारा दिया गया है हमारे पास है तो यहां हमारे पास 4 पैरामीटर हैं A B इसलिए आपका x A और B के बीच में आएगा और α β 2 पैरामीटर होगा जो हमेशा शून्य होता है तो हमारे पास हमेशा A 0 और B 1 के रूप में हो सकता है इसलिए x 0 और 1 के बीच हो सकता है तो यह आपको बीटा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फ़ंक्शन का सरलीकृत संस्करण देता है बेशक एक्सेल में भी एक BETADIST फ़ंक्शन है जैसा कि आप देख सकते हैं आप जानते हैं BETADIST x α β A B ये 4 पैरामीटर हैं तो यह गणना करता है और आपको बताता है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फ़ंक्शन क्या है मैं क्यों कहती हूं कि बीटा डिस्ट्रीब्यूशन बहुत महत्वपूर्ण है हम α और β के विभिन्न मूल्यों का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के आकृतियों को प्राप्त कर सकते हैं तो यह मुख्य लाभ है खासकर यदि आपके पास एक मॉडलिंग और सिमुलेशन सिमुलेशन व्यक्ति हैं और यदि आप विभिन्न प्रकार के रेखांकन उत्पन्न करना चाहते हैं तो यह विशेष कार्य बहुत उपयोगी है जैसा कि आप देख सकते हैं कर्व एक्सपोनेंटिआली बढ़ रहे हैं इसी तरह से लीनियरली नीचे जा रहे हैं एक्सपोनेंटिआली नीचे जा रहे हैं और फिर कर्व आपको एक अधिकतम और न्यूनतम भी दे रहा है इसलिए इन सभी को हम जीव विज्ञान में भी देखते हैं तो यदि किसी को बायोलॉजिकल सिस्टम में मॉडलिंग करने बायो ट्रांसफॉर्मेशन मॉडलिंग करने बायो रिएक्टर मॉडलिंग करने में दिलचस्पी है तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन बहुत उपयोगी है बस इतना करना है कि इस α और β वैल्यू में हेरफेर करें और आपको विभिन्न प्रकार के कार्यों को प्राप्त करना होगा अब हम कुछ और डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं इसे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है दरअसल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन यह पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हैं इस प्रकार यह सूचना देता है घटनाओं घटनाओं की संख्या देता है लेकिन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको घटनाओं के बीच का समय देता है अगली घटना घटित होने में कितना समय लगेगा यह उस समय की तरह है और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें स्मृतिहीन की एक महत्वपूर्ण गुण है इसका मतलब है पिछली जानकारी और नई जानकारी वास्तव में परस्पर संबंधित नहीं हैं सिर्फ इसलिए कि एक पिछली जानकारी हुई है या एक घटना हुई है इसका मतलब यह नहीं है कि सफल घटना पिछले घटना पर निर्भर होगी इसलिए उदाहरण के लिए सड़क दुर्घटनाएं सड़क दुर्घटनाओं में कोई सहसंबंध नहीं है क्योंकि यदि एक सड़क दुर्घटना कल नहीं हुई थी या कल हुई थी या एक और सड़क दुर्घटना जो कल हो सकती है या कल नहीं हो सकती है या तो जो सड़क दुर्घटनाएं होती है जो आज हुई है जो कल होगी ऐसी सड़क दुर्घटनाओं में कोई संबंध नहीं है इसलिए कुछ घटनाओं के होने तक समय या दूरी का वर्णन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है जैसा कि मैंने कहा जैसा कि मैंने कहा आप जानते हैं भारत के मेट्रो शहर में होने वाली अगली सड़क दुर्घटना में कितना समय लगेगा इस तरह की जानकारी वह दे सकता है तो यह एक उपयोगी है और जैसा कि हम देख सकते हैं यह पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फ़ंक्शन इस तरह के एक संबंध के साथ आता है आपके पास यदि आपको याद है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास केवल एक टर्म ⎣ है ठीक है तो ठीक उसी तरह यह भी यहाँ केवल एक टर्म ⎣ है और फिर x के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फ़ंक्शन x है x 0 0 के बराबर और आम तौर पर ग्राफ इस तरह दिखता है वे ⎣ के विभिन्न मूल्यों के लिए नीचे गिर रहे हैं इसलिए इस फ़ंक्शन के लिए माध्य 1 ⎣ है और वरियन्स 1 ⎣2 द्वारा दिया गया है तो रैंडम वेरिएबल x जो माध्य 1 के साथ एक पॉइसन प्रक्रिया की क्रमिक घटनाओं के बीच दूरी बराबर रखता है वह एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल और यह प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फ़ंक्शन है जैसा कि आप देख सकते हैं कि विभिन्न मूल्यों के लिए ग्राफ़ आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फ़ंक्शन देता है तो आप क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन की गणना भी कर सकते हैं आपको बस इतना करना है यह इस विशेष संबंध द्वारा x के विभिन्न मूल्यों के लिए दिया गया है और क्योंकि यह क्युमुलेटिव है यह निर्माण करता रहता है जैसा कि इस आंकड़े में दिखाया गया है जबकि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फ़ंक्शन क्षमा करें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फ़ंक्शन x के रूप में गिरता रहता है तो क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फ़ंक्शन कुछ भी नहीं है लेकिन इंटीग्रल है 0 से X0 x ≤ X0 के लिए तो इसलिए मैं इसे एकीकृत कर सकती हूं और प्रतिस्थापन कर सकती हूं और अंत में आप इस प्रकार का संबंध प्राप्त कर सकते हैं जो आपको क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फ़ंक्शन प्रदान करता है तो एक्सपोनेंशियल और पॉइसन के बीच क्या संबंध है जैसा कि मैंने उल्लेख किया है पॉइसन एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है जो किसी घटना की घटनाओं की संख्या को मापता है जबकि एक्सपोनेंशियल देता है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको घटनाओं के बीच अंतराल की लंबाई देता है किसी विशेष कार्यक्रम को होने में कितना समय लगेगा जबकि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताता है कि कितनी घटनाएं यही कारण है कि एक्सपोनेंशियल और पॉइसन दोनों परस्पर संबंधित हैं इसलिए एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन एक कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है और इसकी कोई मेमोरी टर्म जुड़ा नहीं है इसका मतलब है सिर्फ इसलिए कि एक घटना हुई है इसका मतलब यह नहीं है कि अगले घटना पर असर पड़ेगा सड़क दुर्घटनाओं की तरह उस पर कोई असर नहीं पड़ता है तो एक एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल X के लिए हमारे पास है P द्वारा दिया गया है इसका मतलब यह है कि कोई बात नहीं है चाहे आप पहले जनवरी में एक समय लें या हम पहले फरवरी में समय लें अगली घटना के लिए समय स्वतंत्र होगा चाहे मैं अपना शुरुआती पॉइंट पहले जनवरी के रूप में शुरू करूं या मैं अपना शुरुआती पॉइंट पहले फरवरी के रूप में शुरू करूं तो यह स्मृति की कमी है जो इस एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की विशेषता है इसलिए हम कुछ उदाहरणों पर गौर करेंगे इससे पहले मुझे भी क्षमा करें मुझे एक्सेल के बारे में भी बात करने दे एक एक्सेल EXPONDIST है जो x लैम्ब्डा क्युमुलेटिव द्वारा दिया जाता है लैम्ब्डा पैरामीटर वैल्यू है x फ़ंक्शन का वैल्यू है क्युमुलेटिव अगर यह सही है तो यह आपको एक सुम्मेशन देता है क्युमुलेटिव यदि यह है अगर मैं इसे झूठ के रूप में देती हूं तो यह वास्तव में उस विशेष पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फ़ंक्शन को वापस कर देगा तो आइए हम एक साधारण समस्या को देखें तो एक महामारी हो रही है इसलिए जब कोई महामारी होती है तो आपके पास नियमित रूप से क्लीनिक आने वाले मरीज होंगे इसलिए यह एक एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फ़ंक्शन का उपयोग करके मॉडलिंग की जा सकती है उनके आगमन का समय एक एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फ़ंक्शन का उपयोग करके मॉडलिंग की जा सकती है तो एक चिकित्सा केंद्र यह क्या करता है यह अनुमान लगाता है कि औसतन 10 मरीज सुबह 10 से 12 बजे के बीच केंद्र पर आते हैं उस 2 घंटे में 10 रोगी आते हैं हालांकि अंतिम रोगी को दौरा किए हुए 30 मिनट से अधिक समय हो चुका है उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या है तो 30 मिनट तक कोई नहीं आया तो उस की प्रोबेबिलिटी क्या है इसलिए प्रत्येक रोगी के आने का औसत समय 2 घंटे है वह सुबह 10 से 12 बजे तक है इसलिए 2 60 क्योंकि हम मिनटों में परिवर्तित कर रहे हैं 10 से विभाजित करें तो यह आपको 12 मिनट देता है इसलिए प्रत्येक रोगी के आने का औसत समय 12 मिनट है वह है lambda अब हम 12 मिनट के माध्यम के साथ मरीजों की उपस्थिति के बीच के अंतराल को एक एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद देखना चाहते हैं तो हम प्राप्त कर सकते हैं Lambda कुछ भी नहीं है लेकिन 12 मिनट और इसलिए हम इसे घंटों में परिवर्तित कर रहे हैं फिर 05 लें तो यह आपको 0095 देता है तो वास्तव में इसे 60 1260 के रूप में पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि हम इसे घंटे में परिवर्तित कर रहे है 05 गुणा कर के 05 आपका x है 30 मिनट तो यह 0095 के बराबर है ठीक है तो हम एक्सेल फ़ंक्शन का उपयोग करके यहां एक ही काम कर सकते हैं तो एक्सेल फ़ंक्शन EXPONDIST है एक्सेल फ़ंक्शन EXPONDIST x lambda क्युमुलेटिव या तो यह सही हो सकता है या यह गलत हो सकता है तो आइए हम एक्सेल फ़ंक्शन को देखें तो हम एक्सेल फ़ंक्शन पर जाते हैं हम कहते हैं हम कहते हैं EXPONDIST 05 जो 30 मिनट है 1260 क्योंकि हम उस 12 मिनट को 60 में परिवर्तित कर रहे हैं इसलिए क्युमुलेटिव तो हम इसे सही या गलत कह सकते हैं हम दोनों मामलों को देखते हैं तो 0095 प्रोबेबिलिटी है कि 30 मिनट के लिए कोई भी क्लिनिक में बीमारी के कारण नहीं आया हमने यहां एक क्युमुलेटिव रखा है क्योंकि जब हम कहते हैं कि 30 मिनट तक कोई नहीं आया तो यह 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट और वास्तव में इतने पर हो सकता है ठीक है तो इसीलिए हम क्युमुलेटिव को सही डालते हैं तो इस समीकरण से भी यही बात प्राप्त होती है जिसमें 12 को घंटों में परिवर्तित किया जाता है यही कारण है कि हम 60 से विभाजित करते हैं 05 से गुणा करते है तो यह आपको 0095 देता है तो हमें एक्सेल कमांड का उपयोग करके भी यही उत्तर मिलता है अब इसमें स्मृति का अभाव है इसलिए यह एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है आइए हम एक और समस्या पर ध्यान दें X एक गीगर काउंटर के साथ एक कण का पता लगाने के बीच के समय को दर्शाता है और फिर हम मान सकते हैं कि X lambda 15 मिनट के साथ एक एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है प्रोबेबिलिटी है कि हम काउंटर शुरू करने के 30 सेकंड के भीतर एक कण का पता लगाते हैं तो प्रोबेबिलिटी 30 सेकंड उस समय के भीतर 03 से दी जाती है तो यह वह समय है जो वापस आने के लिए लेता है यह लगभग 03 लेता है तो हम एक्सेल फ़ंक्शन का उपयोग करके भी एक ही उत्तर प्राप्त कर सकते हैं तो हम EXPONDIST में x lmbda में क्युमुलेटिव में समान उत्तर भी प्राप्त कर सकते हैं और इसलिए प्रोबेबिलिटी 03 है अब मान लीजिए कि हम गीगर काउंटर को चालू करते हैं और एक कण का पता लगाए बिना 3 मिनट तक प्रतीक्षा करते हैं इस स्थिति में हम काउंटर शुरू करने के 30 सेकंड के भीतर एक कण का पता लगाते हैं तो यह आपको 03 देता है तो हम एक्सेल कमांड का उपयोग करके यहाँ भी एक ही चीज़ में डाल सकते हैं क्षमा करें यह 30 सेकंड के रूप में दिया गया है इसलिए हमें इसे मिनट में बदलने की जरूरत है यह 05 होगी फिर अगला मिनट 14 मिनट कॉमा फिर हम सही कहते हैं तो हम 10 का EXPONDIST प्राप्त करते हैं तो हम इसे 069 के रूप में प्राप्त करते हैं तो जब हम इसे 1 यह करते हैं और वह 030 पर आ जाएगा तो यह है कि आप कैसे करते हैं तो यह 03 की प्रोबेबिलिटी है कि हमने 30 सेकंड के भीतर या 05 मिनट के भीतर एक कण का पता लगाया अब हम गीजर काउंटर को चालू करते हैं और एक कण का पता लगाए बिना 3 मिनट तक प्रतीक्षा करते हैं क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगले 30 सेकंड में एक कण का पता चला है तो आप देखते हैं 3 मिनट के लिए प्रतीक्षा करें और फिर हम यह देखना चाहते हैं कि क्या कण उस 30 सेकंड के भीतर आते हैं या हम अपना गीगर काउंटर शुरू करते हैं और 30 सेकंड के भीतर हम एक कण का पता लगाते हैं तो सिर्फ इसलिए कि हमने 3 मिनट के लिए एक कण नहीं देखा है क्या आपको लगता है कि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी नहीं प्रोबेबिलिटी नहीं बढ़ेगी तदनुसार यदि आप इन गणनाओं को करना शुरू करते हैं तो हम देखेंगे कि हम फिर से उसी उत्तर पर समाप्त हो जाएंगे हम एक ही उत्तर पर फिर से समाप्त हो जाएंगे जिसका अर्थ है एक कण का पता लगाए बिना 3 मिनट तक इंतजार करने के बाद भी अगले 30 सेकंड में कटौती की प्रोबेबिलिटी काउंटर शुरू होने के तुरंत बाद 30 सेकंड में कटौती की प्रोबेबिलिटी के समान है इसलिए चाहे मैं 3 मिनट तक प्रतीक्षा करूं और फिर 30 सेकंड के भीतर एक कण की तलाश करूं या मैं अपना गीगर काउंटर शुरू करूं और 30 सेकंड के भीतर एक कण की तलाश करूं आपको समान प्रोबेबिलिटी मिलेगी क्यों क्योंकि जैसा कि मैंने कहा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन स्मृति हीन है तो यह विचार नहीं करता है क्योंकि इसने एक कण को बहुत लंबे समय तक नहीं देखा है जिससे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी तो यह इस विशेष डिस्ट्रीब्यूशन की सुंदरता है क्या आप इस समस्या को समझे इसलिए शुरू में हम गीगर काउंटर शुरू करते हैं और 30 सेकंड के भीतर हमें एक कण दिखाई देता है तो हम कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी 03 है फिर हम गीगर काउंटर शुरू करते हैं लेकिन हम एक कण का पता लगाए बिना 3 मिनट तक प्रतीक्षा करते हैं फिर क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम उस 30 सेकंड के भीतर एक कण का पता लगाएंगे जो कि 3 मिनट है और उस 3 मिनट और 3 मिनट 30 सेकंड के बीच आप आएंगे प्रोबेबिलिटी को उतना ही प्राप्त करेंगे इस एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की विशेषता के कारण इसमें कोई अंतर नहीं होगा ऐसा नहीं है कि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि हमने एक कण को लंबे समय तक नहीं देखा है इसलिए प्रोबेबिलिटी नहीं बदलेगी क्योंकि अन्य डिस्ट्रीब्यूशन के विपरीत हमने कोई घटना घटित नहीं देखी है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नहीं बदलेगी तो आइए एक और उदाहरण देखें औसत माममालियन जीनोम म्यूटेशन प्रति वर्ष है यह इस संदर्भ से लिया गया है तो यह दर दी गई है क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक विशेष बेस पेयर में क्रमिक म्यूटेशन के बीच का अंतराल 80 साल या उससे कम है हम मानते हैं कि मानव जीवन काल के रूप में 3 बिलियन बेस पेयर और स्वतंत्र म्यूटेशन घटनाओं के एक जीनोम को इस समय अवधि में कितने ठिकानों को म्यूट किए जाने की उम्मीद है इसलिए हम इसे स्वतंत्र म्यूटेशन के रूप में मानते हैं और हम इसे बेस पेयर अरब जोड़ी के रूप में मानेंगे तो यह औसत म्यूटेशन है और हमें 80 वर्ष दिए गए हैं इसलिए हम यह देखना चाहते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि क्रमिक म्यूटेशन के बीच का अंतराल लगभग 80 साल या उससे कम है तो हम क्या करे x आपके 80 साल है lambda है माफ़ करना इसलिए जब आप 80 से गुणा करेंगे तो अंत में हम प्राप्त करेंगे तो प्रोबेबिलिटी है कि एक म्यूटेशन 80 साल या उससे कम समय में होगा इस विशेष प्रोबेबिलिटी द्वारा दिया जाता है तो हम अपने एक्सेल फ़ंक्शन का उपयोग करके एक ही चीज़ का उपयोग कर सकते हैं ठीक है तो हमारे पास एक्सेल फ़ंक्शन है इसके पास एक EXPONDIST है e 176x10 7 x 80 वर्ष सही आप 176x10 7 प्राप्त करते हैं आप समझे तो यह 80 साल या उससे कम समय में एक म्यूटेशन की प्रोबेबिलिटी है अब यदि आप 3 10 9 को बेस मानते हैं तो हम उम्मीद करेंगे कि 80 वर्षों के बाद 528 बेस होंगे जिन्हें म्यूट किया जाना चाहिए था क्या आप समझे यह कैसे करना है हम 3 10 9 गुणा करते हैं तो 3 10 9 को गुणा करें 3 10 9 को इस विशेष टर्म से गुणा करें जो आपको 528 देगा तो पूरी तरह से 528 ठिकानों को बदल दिया गया होगा तो निश्चित रूप से यहाँ हम यह मानते हैं कि साइट के दो बार म्यूटेशन होने की प्रोबेबिलिटी है इसलिए हर बार हम मानते हैं कि डबल म्यूटेशन बेहद कम है तो यह केवल एक म्यूटेशन है तो यह मानकर कि हम 176x10 7 की प्रोबेबिलिटी प्राप्त करने में सक्षम हैं और हम मानते हैं यदि लगभग 3 10 9 होते हैं तो 528 बेस होते हैं जो 80 वर्षों में म्यूटेट हो जाते है तो आप समझे तो यह एक एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है यह आपको घटनाओं के बीच का समय बताता है तो यह किसी घटना के घटित होने के लिए किसी विशेष समय के लिए समय की प्रोबेबिलिटी की गणना करता है इसे कोई स्मृति नहीं मिली है सिर्फ इसलिए कि हम जनवरी के महीने में किसी घटना को देखते हैं या हम फरवरी के महीने में किसी घटना को देखते हैं शुरुआती पॉइंट्स कोई मायने नहीं रखता उस विशेष घटना के होने की प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी का समय समान होने वाला है इसलिए यदि आप देख रहे हैं तो सड़कों पर दुर्घटनाएँ कहें इसलिए यदि हम इसे जनवरी से देखते हैं तो उस दुर्घटना को होने में कितना समय लगेगा या जब हम फरवरी को देखेंगे तो कितना समय लगेगा यह वही होगा तो यह इस एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की विशेष विशेषता है और यह पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है इस अर्थ में पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आपको घटनाओं की संख्या बताता है जबकि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको दो घटनाओं के बीच का समय बताता है इसलिए यह जानने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण डिस्ट्रीब्यूशन भी है खासकर जीव विज्ञान के क्षेत्र में जैसा कि आप देख सकते हैं यह काफी उपयोगी है अब एक और डिस्ट्रीब्यूशन पर नजर डालते हैं जिसे हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है ठीक है हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन देता है सभी संभव मूल्यों का सेट अधिकांश परिमित या संभावित मूल्यों की गणना योग्य अनंत संख्या में तो यह आपको वास्तव में डिस्क्रीट रैंडम वैरिएबल से निर्मित डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन देता है तो यह आपको सभी संभावित मूल्यों का एक सेट देता है जिसका अर्थ है एक परिमित या एक गिनती योग्य अनंत संख्या आम तौर पर अनंत संख्या गणना योग्य नहीं है लेकिन यहाँ इस विशेष डिस्ट्रीब्यूशन में हम इसे अनंत कहते हैं लेकिन यह अभी भी गणनीय है ठीक है तो यह इस रिश्ते द्वारा दिया जाता है प्रोबेबिलिटी और छोटा n जहाँ आपका n आपका सैंपल आकार है S वह घटना है जो होने वाली है N कैपिटल N आपकी जनसंख्या का आकार है छोटा n आपके सैंपल का आकार है x n परीक्षणों में सफलताओं की संख्या है जब मैं छोटे n का सैंपल आकार लेती हूं तब मेरी x सफलताओं की संख्या है जबकि कैपिटल N की जनसंख्या में कैपिटल S आपको सफलताओं की संभावित संख्या प्रदान करता है क्या आप समझे उदाहरण के लिए यदि मेरे पास एक बॉक्स में 100 गेंदें हैं तो उसमें से 10 गेंदें काली हैं कैपिटल S अगर मैं गेंदों को उठा रही हूं तो मैं काली गेंदों को उठाना चाहती हूं कैपिटल S 10 होगी और n 100 हो सकती है और जब मैं 5 का सैंपल लेती हूं तो 5 छोटा n 5 होगा और अगर मुझे इसमें 1 काली गेंद मिलती है तो सफलता x 1 होगी इसलिए यह प्रोबेबिलिटी की गणना करता है तो आप समझते हैं कि कैपिटल N जनसंख्या हालांकि हम इसे आबादी कहते हैं नॉर्मल डिसटीब्यूशन के विपरीत एक परिमित आकार मिला है जहाँ जनसंख्या बहुत अधिक है यहाँ माध्य μ S n capital N द्वारा दिया जाता है S है सफलताओं की संभावित संख्या n small n परीक्षण की संख्या है कैपिटल N आबादी है n N किसी प्रकार का रेश्यो है तो S आपको μ माध्य देता है सोचने के लिए बहुत तार्किक है वरियन्स और स्टैण्डर्ड डेविएशन इस तरह दिए गए हैं वरियन्स S है जो कि कैपिटल S है इस प्रकार से वरियन्स दिया जाता है तो यह माध्य है यह वरियन्स है इसलिए हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन अवधारणा पर आधारित है जो कि जनसंख्या के आकार की तुलना में सैंपल आकार बहुत छोटा नहीं है या जनसंख्या का आकार सीमित है यह अन्य प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन के विपरीत अनंत नहीं है तो यह भी बहुत उपयोगी डिस्ट्रीब्यूशन है हम कई स्थितियों में कई समस्याओं में यहां तक कि जीव विज्ञान और गैर जैविक अध्ययन में भी आएंगे हम उनमें से प्रत्येक को अधिक विस्तार से देखेंगे तो यह CSC x कुछ भी नहीं है लेकिन S फ़ैक्टोरियल ÷ x फ़ैक्टोरियल ≤ S x फ़ैक्टोरियल है तो यह उसके लिए प्रतीक है इसलिए S फैक्टोरियल न्यूमैरेटर्स में डिनॉमिनेटर में x फैक्टोरियल और S x फैक्टोरियल होगा तो यदि आप इसे देखते हैं तो इसके न्यूमैरेटर में N S फैक्टोरियल होगा डिनॉमिनेटर में छोटा n x फैक्टोरियल फिर कैपिटल N S छोटा n प्लस x फैक्टोरियल फिर से यह कैसे टूट गया है और यह न्यूमैरेटर में कैपिटल N दिखाएगा डिनॉमिनेटर में छोटे n फैक्टोरियल होगा और N n फैक्टोरियल डिनॉमिनेटर में भी होगा यह है कि हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में टर्म कैसे दिखते हैं इसलिए हम हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में समस्याओं को भी देख सकते हैं और जैसा कि मैंने कहा यह विश्लेषण करने के लिए बहुत उपयोगी प्रकार है विशेष रूप से जैविक प्रणालियों में भी और यह डिस्ट्रीब्यूशन उस अर्थ में काफी उपयोगी है जहाँ आपके पास सीमित संख्या में जनसंख्या है और सैंपल है आप उस सीमित संख्या में जनसंख्या से लेते हैं ठीक है हम अगली कक्षा में जारी रखेंगे